हम ग्रे सतहों के बीच विकिरण विनिमय को देखने जा रहे हैं ठीक है तो शुरू करने के लिए हम कहते हैं कि N ग्रे सतह हैं एक घेरे में ठीक है यदि आपके पास घेरे में N ग्रे सतह है तो ठीक है N ग्रे सतह ठीक है अब सवाल यह है कि हम एक सतह और अन्य सभी सतहों के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय को कैसे चिह्नित करते हैं या कैसे पाते हैं तो यह सवाल है तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि यह एक स्थिर अवस्था प्रणाली है ठीक है जिसका अर्थ है कि तापमान T1 T2 वगैरह को स्थिर बनाए रखा जाता है यह एक स्थिर अवस्था प्रणाली है और यह समतापी हैस्थिर अवस्था isothermal प्रणाली और तीसरी यह है कि यदि हम मान लें कि यह एक अपारदर्शी सतह है तो जिसका सीधा सा मतलब है कि संप्रेषणीयता 0 है तो आपतित विकिरण के विभाजन का एकमात्र तरीका अवशोषण और प्रतिबिंब द्वारा है ठीक है और अगर हम यह मान लें कि यह एक विसरित रेडियोसिटी है और हमने कहा कि यह ग्रे सतह है जिसका अर्थ है कि एक निश्चित सीमा के लिए लैम्ब्डा Λ का अल्फा α और एप्सिलॉन ε या लैम्ब्डा Λ का कार्य नहीं लैम्ब्डा की एक निश्चित सीमा के लिए ठीक है तो आइए एक सतह पर ज़ूम इन करें ठीक है तो मान लें कि यह सतह I और आपतित विकिरण है जिस दर पर विकिरण आ रहा है या उस सतह से टकरा रहा है इस Ai बार Gi ठीक है तो Gi शुद्ध आपतित विकिरण है और यदि सतहों से आने वाला शुद्ध उत्सर्जन Ai गुना Ji है जहां Ji रेडियोसिटी है जिसमें उत्सर्जन और प्रतिबिंब दोनों शामिल हैं ध्यान दें कि यह एक ग्रे सतह है तो प्रतिबिंब होगा यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रतिबिंब 0 ठीक है तो अब हम उसी योजनाबद्ध को थोड़े अलग तरीके से फिर से स्केच कर सकते हैं तो मान ली जिए कि यदि Ai Ji घटना विकिरण है तो कुछ हिस्सा होगा जो प्रतिबिंबित होता है जो Ai द्वारा प्रतिबिंबितता में दिया जाता है जो कि rho i है तो rho i उस सतह की प्रतिबिंबितता है जो Ji द्वारा गुणा की जाती है इसलिए परावर्तन की परिभाषा याद रखें परावर्तन विकिरण की वह मात्रा है जो परावर्तित होती है जिसे कुल आपतित विकिरण अधिकार से विभाजित किया जाता है तो rho i Ai into Gi आपको बताएगा कि विकिरण क्या है वह घटना वापस परिलक्षित होती है और फिर जो अवशोषित होता है वह Ai alpha i Gi है तो वह विकिरण का वह अंश है जो उस सतह द्वारा अवशोषित किया जाता है और यह Ji अनिवार्य रूप से शुद्ध उत्सर्जन का योग होगा सतह से कुछ उत्सर्जन प्लस प्रतिबिंब तो AiJi तो Ji सतह से उत्सर्जन होगा और साथ ही rho i Gi में ठीक होगा तो वह विकिरण है जो उस सतह से उत्सर्जित होने वाला शुद्ध विकिरण है तो मान लीजिए कि मैं isothermal स्थितियों को ठीक रखना चाहता हूं तो धारणा संख्या 2 यह है कि सतहों को एक निश्चित स्थिर तापमान पर सही रखा जाता है इसलिए अगर मैं एक स्थिर तापमान पर बनाए रखना चाहता हूं तो कुछ मात्रा में गर्मी होनी चाहिए जो या तो सतह से हटा दी जाती है या विकिरण विनिमय के आधार पर सतह पर आपूर्ति की जाती है तो qi जो सतह पर शुद्ध विकिरण विनिमय है इसलिए जो कुछ भी उत्सर्जित होता है शुद्ध उत्सर्जन शून्य से Ai में Gi होता है तो यह शुद्ध उत्सर्जन है Ji प्रतिबिंब सही शामिल है तो ध्यान रखें कि Ji में पहले से ही प्रतिबिंब शामिल है तो नेट रेडिएशन एक्सचेंज Ji माइनस Gi into Ai है ओके तो Ji है तो यह उत्सर्जन है और जो कुछ भी परिलक्षित होता है और Gi जो कुछ भी है वह अल्फा प्लस rho i में Gi ठीक है तो यह पहले से ही जिम्मेदार है तो शुद्ध विकिरण Ji माइनस Gi को सतह क्षेत्र में ठीक करता है तो अब हम जानते हैं कि Ji Ei प्लस rho i में Gi है लेकिन हमने कहा कि सतह अपारदर्शी है अतः rho i को अवशोषणशीलता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो हम जानते हैं कि alpha i plus rho i बराबर 1 ठीक है तो यह Ei प्लस होगा ताकि Ei प्लस 1 माइनस अल्फा i into Gi होना चाहिए ओके तो यहाँ से हम Gi के बराबर Ji माइनस Ei को 1 माइनस अल्फा से विभाजित कर सकते हैं ओके तो अब यदि हम इसे इस व्यंजक में यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो आप पाएंगे कि qi बराबर Ji माइनस 1 माइनस अल्फा आई गुणा Ai ओके तो मैंने बस इतना किया है कि मैंने अब Gi को नेट रेडिएशन एक्सचेंज से हटा दिया है ठीक है तो अब मैं इसे थोड़ा सा बीजगणित के रूप में व्यक्त कर सकता हूं तो qi Ei माइनस अल्फा आई Ji को 1 माइनस अल्फा से Ai में विभाजित किया जाएगा मैंने बस इतना किया है कि केवल 1 घटा अल्फा आई गुणा किया है और समान पद को रद्द कर दिया है और इसलिए यह Ei माइनस अल्फ़ा आई Ji बाई 1 माइनस अल्फ़ा आई है हमने यह भी कहा कि यह एक ग्रे सतह है तो जिसका अर्थ है कि अल्फा आई अवशोषणशीलता के बराबर उस सतह की उत्सर्जन के बराबर है जो तरंग दैर्ध्य की उस विशेष सीमा में है अब यदि आप इसे प्लग इन करते हैं तो हम देखेंगे कि qi Ei माइनस एप्सिलॉन आई Ji 1 माइनस एप्सिलॉन आई के बराबर Ai से गुणा किया जाता है तो Ei शुद्ध उत्सर्जन है इसमें प्रतिबिंब शामिल नहीं है तो यह उस सतह से शुद्ध उत्सर्जन है लेकिन इसे हम सतह के गुणों के संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि उत्सर्जन उस सतह का एक आंतरिक गुण है जो उस तापमान पर संबंधित ब्लैकबॉडी विकिरण से गुणा करता है आपको बताएगा कि शुद्ध उत्सर्जन क्या है तो हम इसे Ai एप्सिलॉन आई के रूप में Ebi माइनस Ji में 1 माइनस एप्सिलॉन आई से विभाजित कर सकते हैं ओके तो हम इसे Ebi माइनस Ji के बराबर qi के रूप में 1 माइनस epsilon i से विभाजित करके फिर से लिख सकते हैं यह फॉर्म कैसा दिखता है कुछ चालन अवधारणाओं को याद करें शुद्ध परिवहन गर्मी परिवहन दर प्रतिरोध से विभाजित तापमान अंतर के बराबर तो इसका वही रूप है जैसा आपने चालन में प्रतिरोध अवधारणाओं में देखा है तो अब हम परिभाषित कर सकते हैं तो फिर यह एक परिभाषा है तो चालन में हमने कहा कि q उस प्रणाली द्वारा चालन अधिकार के लिए दिए गए प्रतिरोध द्वारा डेल्टा T है अब जहां डेल्टा T जो तापमान अंतर है गर्मी हस्तांतरण के लिए प्रेरक शक्ति है इसी तरह विकिरण के लिए उस वस्तु से ऊष्मा की आपूर्ति करने या ऊष्मा को हटाने के लिए प्रेरक शक्ति वास्तव में उस तापमान पर ब्लैकबॉडी विकिरण में अंतर है जो कि शुद्ध उत्सर्जन से कम है इसलिए यदि हम प्रेरक शक्ति को परिभाषित करते हैंविकिरण विनिमय के लिए विकिरण विनिमय के कारण ऊष्मा परिवहन के लिए तो अगर हम प्रेरक शक्ति को Ebi माइनस Ji के रूप में परिभाषित करते हैं तो ठीक है इसलिए जिस तरह से हम चालन में प्रेरक शक्ति को चालकता में प्रेरक शक्ति के रूप में तापमान अंतर को परिभाषित करते हैं वैसे ही विकिरण विनिमय के कारण Ebi माइनस Ji के रूप में गर्मी परिवहन के लिए एक प्रेरक शक्ति को परिभाषित किया जा सकता है इसलिए एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो अब हम इसे प्रतिरोध अवधारणा के संदर्भ में आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं तो अगर Eb1 और Ji 1 माइनस epsilon i द्वारा Ai epsilon i ठीक है यह प्रतिरोध क्या दर्शाता है तो ध्यान दें कि चालन में हमने कहा था कि प्रतिरोध चालन के कारण गर्मी परिवहन के लिए सिस्टम द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध है इसके संबंध में यह यहाँ क्या पेशकश करता है क्षमता स्टोर गर्मी है तो यह क्या पेशकश करता है यह क्या है यह किस प्रतिरोध को दर्शाता है हाँ यहाँ मात्राएँ देखें शायद मैं आपको एक संकेत दूंगा तो 1 D प्रणाली में चालन प्रतिरोध L बाय KA है तो इसमें चालकता लंबाई के पैमाने और चालकता शामिल हैं इसमें क्या है इसमें क्या है उत्सर्जन तो यह क्या दर्शाता है छात्र यदि प्रतिरोध समय 1244 सब कुछ पसंद है संदर्भ समय 1247 ठीक है तो आपको अंतर को समझना होगा यह एक क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रक्रिया है जबकि यह एक सतह क्षेत्र प्रक्रिया है तो यह वह प्रतिरोध है जो सतह के गुणों द्वारा शुद्ध विकिरण के लिए पेश किया जाता है जो या तो सतह द्वारा अवशोषित होता है या सतह द्वारा उत्सर्जित होता है इसलिए यदि q धनात्मक है यदि q धनात्मक है तो सतह से उत्सर्जित होने वाला शुद्ध विकिरण होने वाला है और यदि यह q ऋणात्मक है तो वह शुद्ध विकिरण होने वाला है जो सतह द्वारा अवशोषित होता है ठीक है तो यह प्रतिरोध अनिवार्य रूप से दर्शाता है कि सतह द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध उस सतह से विकिरण विनिमय के लिए सतह गुण है तो आपको प्रतिरोध चालन में प्रतिरोध की अवधारणा और विकिरण में प्रतिरोध की अवधारणा के बीच अंतर को समझना होगा ठीक है तो यह दो वस्तुओं के बीच आदान प्रदान है अब हमने कहा कि एक घेरा है आपके पास N ऑब्जेक्ट्स हैं जो वास्तव में घेरे में मौजूद हैं तो हम नेटवर्क अवधारणा में इसका प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं हम इसे आगे देखने जा रहे हैं तो N सतहें एक घेरे में ग्रे सतहें कहकर योग्य हैं तो एक सतह द्वारा प्राप्त शुद्ध विकिरण क्या है हम सभी N सतहों से शुद्ध विकिरण विनिमय की मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते हैं यदि हम नहीं जानते कि कैसे पता लगाया जाए कि शुद्ध आपतित विकिरण क्या है जो वास्तव में एक सतह द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ध्यान दें कि यह N सतह है जो एक घेरे में है ठीक तो हमारे पास N तक N सरफेस वगैरह हैं तो एक सतह i द्वारा प्राप्त होने वाला आपतित विकिरण विकिरण क्या है तो चलिए 1 सतह को ठीक करते हैं तो उत्सर्जित विकिरण एक सतह द्वारा उत्सर्जित शुद्ध विकिरण Ai टाइम्स Ji द्वारा दिया जाता है और मैं एक घेरे में 1 से N तक जाता है तो ith सतह को प्राप्त होने वाला कुल विकिरण कितना है यह सही है कि यहाँ एक योग है जो यहाँ आना है क्योंकि 1 से कुछ विकिरण प्राप्त होते हैं कुछ 2 से कुछ 3 वगैरह से वहाँ एक योग होना चाहिए वह योग क्या है तो यह AJ का योग होगा तो AjFJi को Jj में सही अतः j 1 से N की ओर दायें जा रहा है तो यह वह विकिरण है जो jth सतह से उत्सर्जित होता है और i द्वारा अंतःक्षेपित किया जाता है इसलिए यदि j का सतह j है तो अगर यह मेरी सतह j है तो सतह j से निकलने वाला विकिरण AjJj है और इसका कौन सा अंश सतह से है जो कि संबंधित दृश्य कारक से गुणा किया जाता है ठीक है तो इस तरह यह उन सभी सतहों से प्राप्त होने वाला है जो घेरे में मौजूद हैं इसलिए ith सतह पर शुद्ध आपतित विकिरण 1 से N तक जाने वाली प्रत्येक सतह से प्राप्त होने वाले अंश का योग होगा तो सवाल यह है कि इसमें अवशोषित हिस्से को कैसे शामिल किया जाता है हमें उसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है जो हमें प्राप्त होता है मान लें कि सतह 3 अनिवार्य रूप से सतह 1 से उत्सर्जित शुद्ध उत्सर्जन का एक अंश है हम अवशोषित मात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक ऊर्जा संतुलन लिखने जा रहे हैं जो हम कह रहे हैं घटना विकिरण की शुद्ध मात्रा क्या है हमने अभी तक isothermal सिस्टम की स्थिति नहीं लगाई है फिर भी हम इसे करने जा रहे हैं ठीक तो हमने केवल इतना कहा कि किसी भी सतह से प्राप्त होने वाली विकिरण की शुद्ध मात्रा क्या है अगर मुझे पता है कि सतह से शुद्ध उत्सर्जन क्या है जो कि स्वयं उत्सर्जित होता है और घटना से जो कुछ भी परिलक्षित होता है अगर मुझे पता है कि तो उसमें से कुछ अंश होना चाहिए जो सतह i द्वारा प्राप्त किया गया है और जो सभी सतहों पर संक्षेप में है मुझे यह बताने जा रहा है कि वास्तव में सतह द्वारा प्राप्त कुल विकिरण क्या है बस मैं कह रहा हूं तो मैं फिर से समझाता हूँ ठीक है तो मान लीजिए कि आपके पास दो सतह सतह 1 और सतह 2 ठीक है इसलिए मैं इसे सतह 1 और सतह 2 को कहता हूँ तो मान लीजिए कि उस सतह से निकलने वाला शुद्ध उत्सर्जन Ai टाइम्स Ji सही है तो यह इस सतह द्वारा उत्सर्जित विकिरण की कुल मात्रा सही है अब इसमें उत्सर्जन स्वयं शामिल है और घटना विकिरण के कारण जो कुछ भी परिलक्षित होता है वह ठीक है अब इसका कुछ हिस्सा होना चाहिए जो सतह 2 द्वारा प्राप्त किया गया है ठीक है तो प्राप्त क्या है तो मैं इसे A1J1 कहूंगा तो वह A1J1 से F12 ठीक होगा सतह 1 से आने वाले और सतह 2 से प्राप्त उत्सर्जन का अंश A1J1F12 है अब हम कहते हैं कि मैं यहां 1 और सतह जोड़ता हूं मैं 3 जोड़ता हूं ठीक यहाँ से उत्सर्जन होगा A3J3 तो सतह 2 को 3 से जो भी अंश प्राप्त होता है वह A3J3 से F32 है अब मैं एक और जोड़ सकता हूं मान लीजिए कि चौथा एक A4J4 है तो F4142 में A4J4 होना चाहिए तो इस सब का योग सतह 2 पर कुल आपतित विकिरण है जो कि ठीक यही योग है कोई अन्य प्रश्न छात्र तो हमने कहा कि qi नेट Ai into Ji माइनस Gi है जो कुछ भी आपतित है और उस सतह से जो कुछ भी उत्सर्जित होता है उसके बीच शुद्ध विकिरण विनिमय है अब हम जानते हैं कि AiGi उस योग द्वारा दिया गया है जिसे हमने अभी ठीक किया है तो वह Ai into ji माइनस योग J बराबर 1 से N AjFJi into Jj होगा तो अब हम जानते हैं कि योग Fij J 1 के बराबर है यह अभिव्यक्ति क्या है सभी व्यू फ़ैक्टर का योग 1 है ठीक वह संरक्षण गुण है क्योंकि वह 1 के बराबर है तो अब मैं उस अभिव्यक्ति को यहाँ प्रस्तुत कर सकता हूँ तो वह AiFijJ होगा माइनस यह Ai माइनस AjFji से Jj में होना चाहिए इसलिए q नेट i AiFij into Ji माइनस sum AjFji into Fj लेकिन हम पारस्परिक संबंध से जानते हैं हम जानते हैं कि AiFij AjFji है तो हम पारस्परिक संबंध में प्लग इन करते हैं आप देखेंगे कि यह AiFij Ji माइनस Jj का योग होगा यह सभी j पर योग है तो यह शुद्ध विकिरण विनिमय है साथ सतह से i घेरे में अन्य सभी सतहों के साथ ठीक है ध्यान दें कि यह भी Ebi माइनस Ji के बराबर है जिसे 1 माइनस epsilon i द्वारा A epsilon i से विभाजित किया गया है यह वही है जो हमने कुछ समय पहले निकाला था तो 1 वस्तु और अन्य सभी वस्तुओं के बीच विकिरण विनिमय के कारण शुद्ध विकिरण विनिमय आपको यहां यह अभिव्यक्ति देगा और यह अभिव्यक्ति यहां है जहां आप वास्तव में शर्त लगाते हैं कि सभी सतहों को एक isothermal स्थिति में बनाए रखा जाता है इसलिए जब आप उन सभी अभिव्यक्ति को डालते हैं तो आप देखेंगे कि घेरे में अलग अलग सतहों के बीच विकिरण विनिमय उस सतह के गुणों की सतह के गुणों से संबंधित हो सकता है और यह इस अभिव्यक्ति से आता है तो अगले व्याख्यान में हम क्या करने जा रहे हैं हम प्रतिरोध नेटवर्क का विस्तार करने जा रहे हैं जिसे हमने एक सतह के लिए आकर्षित किया है और इन सभी सतहों के साथ विकिरण विनिमय का पता लगाने के लिए प्रतिरोध अवधारणा का उपयोग कैसे करें जो मौजूद है एक घेरा तो हम अगले व्याख्यान में इसके साथ शुरू करने जा रहे हैं